नमस्कार आइए दो बॉडी से संबंधित एक अन्य उदाहरण प्रश्न को देखें तो हम एक ऐसे सिस्टम को देखने जा रहे हैं जहां दो बॉडी है जो कि केबल के एक सेट के माध्यम से जोड़ी गयी है और हम इस सिस्टम में डायनामिक्स के नियमों को लागू करने की प्रक्रिया सीखेंगे तो आइए उदाहरण प्रश्न को देखें यहां उदाहरण प्रश्न में एक स्पूल शामिल है इस स्पूल पर दो पुल्ली हैं एक आंतरिक पुल्ली है जिस पर एक केबल लपेटा गया है और वह शीर्ष पर बंधी हुई है आंतरिक पुल्ली की त्रिज्या 05m है और बाहरी पुल्ली की त्रिज्या 1m है और जो हमें ज्ञात करने के लिए कहा जाता है वह डायनामिक स्थिति स्पूल के साथ साथ एक डेड वेट का एक्सेलरेशन है जो बाहरी स्पूल से बंधा होता है तो आइए हम अपने पहले चरण फ्री बॉडी डायग्राम को बनाना शुरू करें जैसा हमने बताया था यदि हमारे पास कोई कौशल है तो हम इस पूरे 8 सप्ताह की कक्षा को बहुत आसानी से पूरा कर सकते है तो यह कौशल मात्रात्मक रूप से सटीक फ्री बॉडी डायग्राम को बनाना होना चाहिए तो कुछ साधारण धारणाएं जिन्हे हम लेते हैहम मानते हैं कि केबल मास रहित हैं अत उनमें स्वयं का कोई इनर्शिया नहीं होता और दूसरी बात वे केवल टेंशन को ही बनाए रखते हैं दूसरी धारणा का वास्तव में खास मतलब नहीं है लेकिन वह जानकारी है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए आइए पहले डेड वेट को देखें यह फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए सबसे आसान है तो मेरे पास एक केबल है एक फ्री बॉडी डायग्राम की अवधारणा बॉडी को फ्री करना है इस मामले में बॉडी 2 में सभी बाहरी प्रभावों को केवल फोर्स के साथ प्रतिस्थापित करना है तो मैं केबल 2 में टेंशन को कहने जा रहा हूं और इसलिए इस बॉडी 2 पर केबल की एकमात्र क्रिया इसपर फोर्स लागु करना है वेट 64N है यह ज्ञात है और इन सभी प्रश्नो के लिए मैंमानूंगा जैसा कि हमने पहले कहा था हम विभाजन को जटिल बनाने नहीं जा रहे हैं तो हम यह मानने जा रहे हैं कि इस बॉडी का एक्सेलरेशनहै अब कई पाठ्य पुस्तकों में से कुछ आपको वह दिखाएगी जिसे काइनेमेटिक डायग्राम कहा जाता है यह दोनों के बीच के संबंधों को एक काइनेमेटिक रूप में दर्शाता है और थोड़ी देर में हम देखेंगे कि इसे कैसे किया जाता है लेकिन अभी के लिए मुझे पता है कि इस बॉडी का एक्सेलरेशनहै और मैं सामान्यतः लागु नियमों के बिना ही इसे नीचे की ओर मानूंगा अब यूलर का पहला नियम कहता है कि सभी फोर्सेस का योग मास गुणित एक्सेलरेशन है और इस नियम को यहां लागू करने के लिए मैं अपने साइन कन्वेंशन के रूप में नीचे की ओर लागु हो रहे फोर्स को पॉजिटिव लेने जा रहा हूं T264 जो कि मेरा है यह मास जो 64 बटा 10 है एवं एक्सेलरेशन के गुणनफल के बराबर है अब इस मामले में एक्सेलरेशन एक स्केलर है क्योंकि हम स्कलेर के लिए मोशन के केवल एक डायमेंशन को देख रहे हैं इस विशेष उदाहरण में प्रश्न के तहत दो फोर्सतथा दोनों इस बॉडी के सेंटर ऑफ़ मास से होकर गुजरते हैं इसलिए मोशन का दूसरा नियम कुछ हद तक नगण्य है यह सिर्फ 0 बराबर 0 हो जाता है लेकिन मैं इसे लिखना चाहता हूं क्योंकि सामान्य अर्थों में आपको यह याद रखना होगा कि जब रिजिड बॉडी की बात आती है तो मोशन के दो नियम होते हैं तो अब बॉडी 1 के लिए जो कि हमारा स्पूल है यह थोड़ा अधिक जटिल है आइए हम इस स्पूल को अरेखित करते हैं इस स्पूल में एक आंतरिक केबल है इसमें टेंशनहै और बाहरी केबल में पहले से ही टेंशन है जिसेके रूप में निरूपित किया गया है तो यह एक फोर्सहै जो यहाँ लागु हो रहा है यह एक फोर्सहै जो यहाँ लागु हो रहा है यहाँ एक बात स्पष्ट करने लिएयह बताना चाहता हु कि सामान्य तौर परके बराबर नहीं है क्योंकि इस बॉडी का एक्सेलरेशन नॉन जीरो है और स्पूल का स्वयं का मास इसके साथ जुड़ा हुआ है बॉडी का वेट 32N है तो हम उसका उपयोग करेंगे औरइस बॉडी का मोमेंट ऑफ़ इनर्शिया है अब यहाँ हमने यह नहीं सीखा कि अलग अलग बॉडी के मोमेंट ऑफ़ इनर्शिया की गणना कैसे करते है मैं यह मान के चल रहा हु कि आपने भौतिकी के पहले के पाठ्यक्रम में इसे सीखा होगा कुछ इस तरह का स्पूल एक सामान्य ज्यामितीय बॉडी नहीं है जिनके लिए मोमेंट ऑफ़ इनर्शिया की गणना कैसे करें आपने सीखा होगा और संभवतः यह वो नहीं है इसकी गणना करना संभव भी नहीं है इस विशेष उदाहरण में आपको बताया गया है कि मोमेंट ऑफ़ इनर्शिया क्या है क्योंकि यह संख्या वास्तव में दो डिस्क के मास पर अलग से निर्भर करती है तो यह दो बॉडी की तरह है जिन्हें स्पूल बनाने के लिए जोड़ा गया है तो कोई बहुत सामान्य तरीके से वह संख्या दिए बिना इसकी गणना नहीं कर सकता था तो हम जानते हैं कि हम इस स्पूल के सेंटर ऑफ़ मास को निर्धारित करना चाहते हैं और मान लीजिये कि स्पूल का एक्सेलरेशन नीचे की दिशा में है तो यह स्पूल के सेंटर ऑफ़ मास का एक्सेलरेशन हैयह हमें बहुत स्पष्ट होना चाहिए तो जब हम न्यूटन के नियमों से यूलर के नियमों तक गए तो हमने जो पहली बात सीखी वह यह है कि न्यूटन का दूसरा नियम यूलर का पहला नियम है जब इसे सेंटर ऑफ़ मास के मोशन पर लागू किया जाता है इसलिए यदि मैं नीचे की दिशा में लागु हो रहे फोर्स को फिर से पॉजिटिव लेता हूं मान लीजिये तो मुझे पहले न्यूटन के नियम को लिखने दो और फिर यह यूलर का पहला नियम बॉडी का वेट माइनसबॉडी के मास जो 32 बटा 10 है औरके गुणनफल के बराबर होता है

तो मैं इन समीकरण की संख्याओं को निर्दिष्ट करने जा रहा हूं क्योंकि हम वापस इन समीकरणों पर आने वाले हैं और बाद में उनका उपयोग करेंगे तो मोशन का हमारा पहला समीकरण यूलर के पहले नियम को बॉडी 2 पर लागू करने पर प्राप्त हुआ है दूसरा समीकरण यूलर के पहले नियम को बॉडी 1 पर लागू करने पर प्राप्त हुआ है और अब हम इस बॉडी के रोटेशन पर विचार करते हैं तो मान लीजिये कि स्पूल में क्लॉकवाईस एंग्युलर एक्सेलरेशन है स्पूल एक रिजिड बॉडी है और यहाँ समझने की बात यह है किऔर साथ ही तथ्यात्मक रूप से भी आपस में संबंधित हैं तो इस तरह से हम इसे करते हैं तो आइए पहले इसे लिखें और फिर हम इस संबंध को आरेखित करेंगे तो अगर मैं यूलर के दूसरे नियम को लागू करने के लिए अपने साइन कन्वेंशन के रूप में क्लॉकवाइस को पॉजिटिव लेता हूं और जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि हम हमेशा सेंटर ऑफ़ मास को अपने उस बिंदु के रूप में चुनेंगे जिसके सापेक्ष हम मोमेंट्स और मोमेंट ऑफ़ इनर्शिया लेते हैं इसके पीछे प्राथमिक वजह यह है कि भले ही सेंटर ऑफ़ मास एक्सेलरेट हो रहा हो मोमेंट्स का योग I गुणित के बराबर होता है और इसे हल करने के लिए यह समीकरण का एक सरल रूप है जब आप किसी ऐसे संदर्भ बिंदु के साथ इसे हल कर रहे हों जो सामान्य रूप से मूव कर रहा हो तो आपको इससे बनने वाले अतिरिक्त पदों को याद रखने की आवश्यकता नहीं है तो हम सेंटर ऑफ़ मास के सापेक्ष मोमेंट लेने जा रहे हैं तो इस विशेष उदाहरण मेंगुणित इससे जुड़ी त्रिज्या जो 1मीटर है और यहाँ की आंतरिक त्रिज्या जो आधा मीटर है हमें ये संख्याएँ दी गई हैं तो त्रिज्या गुणित 1m एक काउंटर क्लॉकवाइस मोमेंट बनाता है जैसा कि आप देख सकते हैं और इसलिए हमारे साइन कन्वेंशन द्वारा यह निगेटिव होगा दूसरी ओर एक क्लॉकवाइस मोमेंट बनाता है तो यह गुणित 05 होगा और वेट सेंटर ऑफ़ मास से होकर गुजरता है इसलिए यह मोमेंट का निर्माण नहीं करता है लेकिन मैं फिर भी केवल पूर्णता के लिए इसे लिखूंगा कि यह I गुणित के बराबर है इसमें I है जो हमें दिया गया है तो अगर मैं इसे सरलीकृत करू तो 2T2T1 8 के बराबर होता है और यह मेरा समीकरण 3 है तो आइए हम हमारे अज्ञात को जल्दी से सूचीबद्ध करें मेरे पास और और पाँच अज्ञात हैं और हमारे पास तीन समीकरण हैं जो बॉडी 1 एवं बॉडी 2 के लिए डायनामिक्स के नियमों को लागू करने से प्राप्त होते है

हमें अभी भी दो और समीकरणों की आवश्यकता है तो देखते हैं कि दोनों समीकरण कैसे दिखेंगे पहला समीकरण इस संपर्क बिंदु का अध्ययन करने से प्राप्त होगा तो अब अगर मैं देखता हूं कि उस संपर्क बिंदु पर क्या हो रहा है और मैं इसे A के रूप में नामांकित करूंगा यदि यह स्पूल कोणसे खुल रहा है तो सेंटर ऑफ़ मासदूरी नीचे की तरफ चला जाएगा जहांएक संख्या जो 05 है यह नो स्लिप कंडीशन में एक इंक्लाइंड प्लेन पर रोलिंग सिलेंडर के समान है तो इस बिंदु A पर कोई गतिविधि नहीं है केबल और स्पूल के बीच नो स्लिप कंडीशन है तो ये पहला समीकरण देगा हमें दो समीकरणों की आवश्यकता है और ये दो समीकरण काइनेमेटिक्स के नियमों को लागू करने से प्राप्त होते हैं तो बिंदु A पर नो स्लिप कंडीशन के लिए आवश्यक है की हो तो नीचे की ओर जाने वाली इस बॉडी 1 के सेंटर ऑफ़ मास काउस दर के बराबर होना चाहिए जिस दर के साथ केबल खुल रही है अब यदि हम दो राशियों के सेंस को देखें सेंस का अर्थ है कि मैंने जो दिशाएँ चुनी हैं क्लॉकवाइस है इसलिए यदि पॉजिटिव है तो स्वतः ही परिणामस्वरुप पॉजिटिव देगा तो हम बिलकुल एक ही तरह से इसे लेते रहे है लेकिन अगर इन्हें एक ही तरह से नहीं होने के लिए चुना गया था उदाहरण के लिए अगर मैंने इस विशेष समस्या में को काउंटर क्लॉकवाइस चुना तो इस तथ्य को दर्शाने के लिए कि एवं के साइन एक समान नहीं है मुझे यहां एक निगेटिव साइन लेना होगा तो यह हमारा चौथा समीकरण बन जाता है एवं 2 और 1 के मोशन को एक साथ लेने से 5 वां समीकरण प्राप्त होता है तो हम बॉडी 1 और 2 के बीच रिलेटिव मोशन के नियमों का उपयोग करेंगे तो मैं इसके आरेख का उपयोग यह देखने के लिए करूंगा कि यह स्पूल एक साथ क्या करते हैं बॉडी एक साथ क्या करती हैं तो यदि इस बॉडी का एंग्युलर एक्सेलरेशन है तो इस बिंदु A पर जैसा हमने कहा था यदि स्पूल एक कोण से रोटेशन करता है तो सेंटर ऑफ़ मास दूरी से नीचे की तरफ आता है जिसका अर्थ यह भी है किहै हम पहले ही ऐसा कर चुके हैं तो अब 2 के लिए एक्सेलरेशन जो की यहाँ एक बिंदु है तो यह बॉडी 2 के लिए यहाँ नीचे हमारा बिंदु है जो एक एक्सेलरेशनके साथ नीचे की तरफ जा रहा है और 1 द्वारा देखे गए 2 के एक्सेलरेशनको यह समझकर प्राप्त किया जा सकता है कि स्पूल दो केबलों के साथ कैसे काम करता है तो यदि यह स्पूल कोण के साथ घुम जाता है तो इसका अर्थ यह भी है कि बिंदु B पर केबल स्पूल पर दूरी से बंधता जाता है तो यह केबल को दूरी तक बाँध लेता है अर्थात तो है और है तो मैं इसे के रूप में लिख सकता हूं जो कि हमारा 5वां समीकरण है तो यदि हम वापस इस पर जाते हैं हम इसे जल्दी से संक्षेप में बताएंगे हमारे पास समीकरण1 है जो बॉडी 2 पर यूलर के पहले नियम को लागू करने से आया है समीकरण 2 जो स्पूल या बॉडी 1 पर के पहले नियम को लागू करने से आया है समीकरण 3 यूलर के दूसरे नियम को बॉडी 2 से बॉडी 1 पर लागू करने से आया है जो कि हमारा स्पूल है और अंतिम दो समीकरण एक्सेलरेशन बॉडी 1 और 2 के लीनियर एक्सेलरेशन एवं स्पूल के एंग्युलर एक्सेलरेशन में संबंध स्थापित करने से प्राप्त हुए थे तो कुल परिणाम यह है कि हमारे पास पांच अज्ञात के लिए पांच समीकरण हैं पांच अज्ञात a1a2a3T1और T2 हैं तो जब आप उन पांच समीकरणों को हल करते हैं तो पांच अज्ञात के लिए पांच लीनियर समीकरण होते हैं और मैं परिणाम लिखने जा रहा हूं आप इसे स्वयं करके देख सकते हैं

अब आपको यहां जो देखने की जरूरत है वह यह है कि के क्लॉकवाइस होने की हमारी प्रारंभिक धारणा सही है क्योंकि प्राप्त होता है पॉजिटिव है अर्थात स्पूल नीचे जा रहा है लेकिन है जिसका अर्थ है कि निगेटिव है इसका मतलब है कि बॉडी वास्तव में ऊपर की ओर बढ़ रही है आपके द्वारा की गई गणनाओं को सहजता से जांचने का एक और तरीका यह है कि की तुलना में एक बड़ी संख्या है जिसका अर्थ है से बड़ा है यह भी स्पष्ट होना चाहिए क्योंकि केबल 1 स्पूल के वेट के साथ साथ डेड वेट 2 को भी स्टैटिक रूप से वहन कर रहा है इसलिए जब कुछ भी मूव नहीं कर रहा है तो केबल 1 उन दोनों वेट को वहन कर रहा है तो आपसे ऐसी उम्मीद की जाती है कि आपको ऐसा करने में सक्षम होना चाहिए मैं एक तर्क के साथ इसे समाप्त करना चाहता हूं कि जब हमने यूलर के दूसरे नियम को स्पूल पर लागू किया तो हमने G के सापेक्ष मोमेंट लेने का फैसला किया जो स्पूल का सेण्टर ऑफ़ मास है यदि आपने ऐसा नहीं किया है लेकिन किसी अन्य बिंदु के सापेक्ष कुछ मोमेंट्स को लागू करने के लिए चुना है जो I गुणितके बराबर है तो आपको एक गलत उत्तर मिलता है मुख्य तौर पर ऐसा इसलिए है क्यूंकि आप आस्वस्त नहीं है कि लिए गए अन्य संदर्भ बिंदुओं में एक्सेलरेशन नहीं हैं इसलिए जो सबसे सरल विकल्प है मैं इसे आपके लिए इसे फिर से पढ़ूंगा यूलर के दूसरे नियम को लागू करने के लिए यह सुनिश्चित करना है कि जिस बिंदु के सापेक्ष आप मोमेंट लेते हैं और मोमेंट ऑफ़ इनर्शिया की गणना करते हैं वह सेण्टर ऑफ़ मास है हम इसे अगली बार एक अन्य उदाहरण प्रश्न में इसे जारी रखेंगे